यदि आप हमारे पिछले व्याख्यान को याद करते हैं जिसमें हम समय चालित प्लेसमेंट मुद्दों कुछ एल्गोरिदम और कुछ तकनीकों के बारे में बात कर रहे थे जो वहां उपयोग की जाती हैं इसलिए हम आज अपनी चर्चा जारी रखते हैं इसलिए आज हम टाइमिंग संचालित रूटिंग पर चर्चा से शुरू करते हैं इसलिए मूल विचार इस प्रकार है देखें कि जब हमने समय आधारित प्लेसमेंट के बारे में बात की थी तो हमारा उद्देश्य यह था कि ब्लॉकों को कैसे रखा जाए ताकि कुछ समय कंस्ट्रेंट्स कृतिकालिटी स्लैक्स के संबंध में मिले और इसी तरह और अब हम रूटिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम अलग अलग नेट के बारे में बात कर रहे हैं आमतौर पर मल्टी पिन नेट होंगे नेट सामान्य रूप से 2 से अधिक बिंदुओं को जोड़ने वाला होगा तो धातु की परत पर उन नेट्स को कैसे चित्रित किया जाए ताकि कुछ डिले और कुछ अन्य आवश्यकताओं या कंस्ट्रेंट्स को पूरा या संतुष्ट किया जा सके तो आइए हम इस पर गौर करें इसलिए यहाँ पर मैंने पहले से ही प्रेरणा के बारे में भी बात की है इसलिए हम उल्लेख करते हैं कि आज के वीएलएसआई चिप्स इंटरकनेक्टस कुल सिग्नल डिले में दो कारणों से महत्वपूर्ण योगदान देते हैं आप देखते हैं क्योंकि फीचर के आकार में गिरावट के कारण ट्रांजिस्टर छोटे होते जा रहे हैं गेट भी छोटे होते जा रहे हैं उनकी स्विचिंग गति बढ़ रही है इसलिए गेट तेजी से बन रहे हैं लेकिन अगर आप इंटरकनेक्टिंग तारों के बारे में सोचते हैं तो वे थिनर होते जा रहे हैं थिनर का अर्थ है प्रति यूनिट लंबाई में उनका प्रतिरोध बढ़ रहा है और साथ ही तारों के जोड़े जो समानांतर में चल रहे हैं वे अब एक साथ बहुत करीब चल रहे हैं इसलिए उनके बीच अधिक कैपेसिटिव प्रभाव हैं कुछ क्रॉस टॉक और अन्य मुद्दे हैं इसलिए ये मुद्दे तस्वीर में आ रहे हैं जिसके कारण आज परस्पर एक अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है समग्र रूप से निर्णय लेने के लिए व्यक्तिगत गेट्स की डिले की तुलना में देरी ठीक है इसलिए यहां जब आप टाइमिंग संचालित रूटिंग के बारे में बात करते हैं तो हम संभवतः 2 उद्देश्य कार्यों या उद्देश्य मानदंड के बारे में बात कर रहे हैं इसलिए हम उनमें से किसी एक या दोनों को छोटा करना चाह सकते हैं मैक्सिमम सिंक डिले सिंक क्या है सिंक कुछ इस तरह है हम कहते हैं कि मेरे पास एक नेट है आइए इस तरह के एक नेट पर विचार करें एक बिंदु है जिसे कई अन्य बिंदुओं से जुड़ा होना चाहिए इसलिए उन्हें कनेक्ट करने के कई तरीके हैं मैं एक संभव कनेक्शन दिखा रहा हूं तो इन बिंदुओं में से एक को हम स्रोत के रूप में संदर्भित करते हैं और अन्य बिंदु जिनके लिए स्रोत को जोड़ने की आवश्यकता होती है उन्हें सिंक कहा जाता है अब जब हम अधिकतम सिंक डिले के बारे में बात करते हैं तो हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वह यह है इस स्रोत से नीचे प्रत्येक सिंक में क्या डिले है इसलिए सामान्य तौर पर देरी अलग है क्योंकि पाथ्स अलग हैं वे लंबाई में भिन्न होंगे और अन्य पैरासाइट इफेक्ट भी अलग अलग होंगे इसलिए हम अधिकतम सिंक विलंब को कम करना चाहते हैं इसका मतलब है यह इंटरनेटवर्क ट्री internetwork tree जिसे हम ड्राइंग कर रहे हैं इसे किसी तरह से संतुलित करना होगा ताकि स्रोत से सिंक तक की डिले या कुल डिले उतनी भिन्न न हो वे संतुलित होना चाहिए और जहां तक संभव हो अधिकतम सिंक डिले को कम से कम किया जाना चाहिए यह निश्चित रूप से मापदंडों में से एक है और दूसरा मापदंड जैसा कि आप देख सकते हैं कुल तार की लंबाई है जिसका अर्थ है कि मेरा इंटरकनेक्शन्स ऐसा होना चाहिए कि तार की कुल लंबाई न्यूनतम हो अब आप पहले देखा की जब हमने पारंपरिक रूटिंग के बारे में बात की थी तो हमारे मुख्य मानदंड तार की लंबाई को कम करने के लिए थे तो हम जो कुछ भी बात कर रहे हैं वहां हम मुख्य रूप से 2 बिंदुओं के बीच कुल मैनहट्टन दूरी की बात कर रहे थे कि और स्टाइनर ट्री की लागत और इसी तरह है लेकिन यहां कुल तार की लंबाई के अलावा हम एक स्रोत से कुछ सिंक तक वर्स्ट केस डिले के बारे में भी बात कर रहे हैं इस पाथ की अधिकतम डिले क्या है तो चलिए कुछ नोटेशन प्रस्तुत करते हैं इसलिए हम एक विशेष नेट पर विचार करते हैं हम इसे नेट कहते हैं स्रोत नोड S1 से हम इसे s0 के रूप में नामित करते हैं आइए हम मान लें कि यहां n संख्या में सिंक नोड्स s1 से sn हैं तो हम एक ग्राफ को परिभाषित करते हैं जहां एक ग्राफ के वेर्तिसेस इस ग्राफ के बिंदु हैं जिन्हें कनेक्ट करने की आवश्यकता है तो एक यह स्रोत है और दूसरा सिंक है तो हम कहते हैं कि हमारा ग्राफ इस तरह दिख सकता है यह v0 है इसे v1 कहा जाता है इसे v2 कहा जाता है हम कहते हैं कि यहाँ v3 है हम कहते हैं कि यहाँ v4 है तो यह स्रोत है और ये 4 सिंक हैं अब हमें उन्हें किसी तरह से जोड़ना है यह हमारी आवश्यकता है तो इसके अलावा हम एक एड्जेस के वेट को भी परिभाषित कर रहे हैं वेर्तिसेस की एक जोड़ी vi और vj के बीच की एक एज है इसलिए यह e vi vj vi और vj के बीच के एज को दर्शाता है और हम एज के वेट weight को परिभाषित कर सकते हैं उस एज का वेट vi और vj के बीच रूटिंग लागत को इंगित करेगा उदाहरण के लिए v3 और v4 के बीच यह एक संभव कनेक्शन हो सकता है जो उनके बीच वेट इस की लागत को इंगित करेगा V2 और v3 के बीच कनेक्शन इस तरह हो सकता है इसलिए जब हम एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं तो हम मान लेंगे कि v2 और v3 के बीच में एज होगी v3 और v4 के बीच एक एज है हो सकता है कि दूसरे एड्जेस हों इसके अलावा संभावित रूप से किसी भी जोड़ी के बीच एज हो सकती है इसलिए मैं कुछ एजेस को दिखा रहा हूं इसलिए इसका वेट इन एजेस में से प्रत्येक यह इंगित करेगा कि इन 2 जोड़ी वेर्तिसेस को जोड़ने वाले मार्ग की लागत या डिले क्या होगी यह निश्चित रूप से तार की लंबाई और प्रतिरोध और कैपेसिटिव प्रतिरोधक और कैपेसिटिव इफेक्ट्स पर निर्धारित या निर्धारित किया जाएगा जो कि RC को विलंबित करता है और अन्य पैरासिटिक इफेक्ट्स ठीक है तो मेरा मतलब है कि जब आप एक ग्राफ के संदर्भ में बिंदुओं के एक सेट को जोड़ने के बारे में बात करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें जो चाहिए वह एक ट्री है एक स्पॅनिंग ट्री है अब हम फिर से देखते हैं इसका उदाहरण प्रस्तुत करते हैं हम कहते हैं मेरे पास फिर से वेर्तिसेस का एक सेट है यह है मैं बस कुछ दिखा रहा हूँ तो हम एक ट्री को परिभाषित करते हैं एक ट्री को देखते हैं जो एक ग्राफ है ग्राफ वह है जो कुछ एजेस से जुड़े वेर्तिसेस का एक समूह है तो एक ट्री एक ग्राफ है जहां कोई साइकिल नहीं हैं क्योंकि आप देखते हैं जब मैं बिंदुओं के एक समूह को जोड़ रहा हूं तो इस तरह से कनेक्शन बनाने का कोई मतलब नहीं है जहां पहले से ही मैंने 4 बिंदुओं को जोड़ा है इसके अलावा मैं इस तरह से एक और कनेक्शन बना रहा हूं इसलिए मैंने यहां एक साइकिल बनाया है इसलिए इस तरह के एक दूसरे के ट्री में एक साइकिल होने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि आखिरकार हम इन बिंदुओं को आपस में जोड़ने की बात कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए एक ट्री और जब आप एक स्पॅनिंग ट्री के बारे में बात करते हैं तो एक स्पॅनिंग ट्री क्या है एक स्पॅनिंग ट्री एक ट्री है जो सभी वेर्तिसेस को कवर करता है तो इस ग्राफ के लिए इतने सारे स्पॅनिंग ट्री हो सकते हैं एक संभावित स्पॅनिंग ट्री यह हो सकते हैं स्पॅनिंग ट्री सभी वेर्तिसेस को जोड़ने का एक तरीका है जैसे कि कहीं भी कोई साइकिल नहीं है क्योंकि इंटरकनेक्शन नेटवर्क के लिए साइकिल का कोई मतलब नहीं है अब इस स्पॅनिंग ट्री के संबंध में इसलिए इस आरेख में मैं एक स्पॅनिंग ट्री को दिखा रहा हूं स्पॅनिंग ट्री के संबंध में हम इस स्पॅनिंग ट्री को T कहते हैं हम 2 शब्दों को परिभाषित करते हैं एक स्पॅनिंग ट्री की रेडियस है और अन्य स्पॅनिंग ट्री की लागत है अब आप देखते हैं ये बिंदु कुछ सटीक निर्देशांक में 2 आयामी ग्रिड पर स्थित होंगे तो हम कुछ वेट को भी परिभाषित कर सकते हैं V0 v1 के बीच यह एक वेट W01 है हम कहते हैं कि यह एक वेट W12 है यह एक वेट W23 और W24 है तो ये वेट वास्तव में इंगित करते हैं कि तारों के इन इंटरकनेक्टिंग खंडों के साथ डिले या अनुमानित डिले क्या होगी अब जब मैं लागत के बारे में बात करता हूं तो लागत का मतलब कुल वेट योग है जो आप कह सकते हैं इस स्पॅनिंग ट्री के वेट का योग तो मान लीजिए कि यह स्पॅनिंग है यह एक स्पॅनिंग ट्री है जिसके संबंध में मैं जुड़ने की कोशिश कर रहा हूं इसलिए अगर मैं सभी वेइट्स का यह योग लेता हूं जो मेरी लागत को परिभाषित करेगा यह एक कारक लागत है और दूसरा जिसे हम रेडियस कहते हैं किसी भी जोड़ी के बीच रेडियस सबसे खराब स्थिति है चलो v1 और v3 के बीच वेर्तिसेस v1 और v3 के बीच W12 प्लस W23 की दूरी क्या होगी यह डिले का अनुमान W12 प्लस W23 होगा V0 और v3 के बीच में कहें कि क्या डिले होगी 0 1 1 2 2 3 तो इस तरह आप हर वेर्तिसेस जोड़ी के बीच की दूरी या डिले का अनुमान लगा सकते हैं अब यह अधिकतम जो रेडियस के रूप में परिभाषित किया गया है अधिकतम आप जोड़ी वार डिले कह सकते हैं यह एक दायरे के रूप में परिभाषित होगा आप देखें कि ये दोनों महत्वपूर्ण हैं लागत मुझे बताएगी कि मेरे कुल कनेक्टिंग तार की लंबाई क्या होगी इसका मतलब है इंटरकनेक्शन क्षेत्र के संदर्भ में मेरी लागत और यह दायरा मुझे बताता है कि अधिकतम जोड़ी वार डिले क्या होगी इसका मतलब है इस स्पॅनिंग ट्री में सबसे लंबा पाथ जो यह बताएगा कि अगर v0 पर एक सिग्नल ट्रांजीशन है तो उस सिग्नल के ट्रांजीशन को किसी अन्य नोड तक पहुंचने में कितना डिले या कितना समय लगेगा तो वह अधिकतम मेरे नेट की अधिकतम डिले का निर्धारण करेगा इसलिए यहां हम रेडियस और लागत को परिभाषित कर रहे हैं रेडियस सबसे लंबी जोड़ी वार सोर्सिंग पथ की लंबाई है और लागत कुल बढ़तवेट है इस स्पॅनिंग ट्री में एजेस में से कुछ तो बस एक अवलोकन आप कर सकते हैं कि जब हम किसी भी वेर्तिसेस जोड़ी के बीच तार की लंबाई के बारे में बात करते हैं तो एक स्रोत और एक सिंक के बीच इस तार की लंबाई भी डिले को मापने का प्रकार है क्योंकि जब तार अधिक लंबा होगा तो आम तौर पर डिले अधिक लंबा होगा लेकिन अन्य मुद्दे भी हैं क्योंकि आप जानते हैं कि पैरासिटिक रेजिस्टेंस कपसिटनेस हो सकता है इसलिए तार के कारण न केवल तारों की लंबाई कुछ अन्य नेइबोरिंग इफेक्ट्स भी आ सकते हैं लेकिन मोटे तौर पर तार की लंबाई में डिले मापने का एक उपाय है इसलिए क्योंकि एक पारंपरिक रूटिंग एल्गोरिथ्म जैसा कि हमने पहले देखा है इसका लक्ष्य तार की लंबाई को कम करना है तो हम कह सकते हैं कि अच्छी तरह से यह रेडियस और लागत दोनों को कम से कम करना चाहिए लेकिन हम देखेंगे मैं थोड़ी देर बाद एक उदाहरण लूंगा यह देखूंगा कि आप वास्तव में रेडियस और लागत का एक साथ अनुकूलन नहीं कर सकते वे किसी न किसी अर्थ में परस्पर विरोधी हैं इसलिए रेडियस को कम करते हुए हम कह सकते हैं यह एक उथले किस्म का ट्री है इसका मतलब है ट्री बाहर नहीं फैल रहा है ट्री काफी कॉम्पैक्ट है रेडियस न्यूनतम है मेरा मतलब है कि ऐसे बनाम आप न्यूनतम लागत कह सकते हैं जिसका मतलब है कि मेरे पास एक ट्री है जिसका कुल एज बहुत हल्का है एजेस की कुल लागत कम है इसलिए हम एक ट्रेडऑफ़ को परिभाषित कर रहे हैं ट्रेडऑफ़ का मतलब है कि हम चरम मामले में 2 विभिन्न प्रकार के ट्री ले सकते हैं तो पहला प्रकार का ट्री वह है जिसमें न्यूनतम रेडियस होती है इसका मतलब है यह फैल नहीं रहा है यह अवधि के संदर्भ में कम है त्रिज्या या ट्री में किसी भी वेर्तिसेस जोड़े के बीच की दूरी सबसे कम है तो एक शास्त्रीय एल्गोरिथ्म है जिसे डिजकस्त्रा'स का एल्गोरिदम Dijkstra's algorithm कहा जाता है इस एल्गोरिथ्म का उपयोग न्यूनतम रेडियस में फैलाने वाले पेड़ को खोजने के लिए किया जा सकता है चूँकि आप देखते हैं कि दिज्कस्ट्रा का एल्गोरिदम क्या करता है एक ग्राफ दिया गया है यह किसी भी वेर्तिसेस जोड़ी के बीच न्यूनतम दूरी का पता लगाता है जैसे कि हम कहते हैं मेरे पास इस तरह का एक ग्राफ है कुछ वेर्तिसेस हैं मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है इसलिए प्रत्येक एज पर कुछ वेट होगा प्रत्येक किनारे पर कुछ वेट होगा यह लागत का एक उपाय है अब दिक्जस्ट्रा के एल्गोरिदम का कहना है कि किसी भी वेर्तिसेस जोड़े के बीच हम इसे vi कहते हैं आइए इस वेर्तिसेस को vj कहते हैं यह सबसे छोटा रास्ता खोजेगा बता दें कि सबसे छोटा रास्ता यही है इसलिए यदि सबसे छोटा रास्ता यह है तो आइए हम इन दो वेर्तिसेस को कुछ नाम भी दें इसे vm और vn कहते हैं यदि vi और vj के बीच सबसे छोटा रास्ता यह है तो इसे आसानी से तर्कों के माध्यम से साबित किया जा सकता है कि सबसे छोटा रास्ता vi और vm के बीच केबल यह होना चाहिए vi और vn के बीच केवल होना चाहिए यह कोई और रास्ता नहीं हो सकता है क्योंकि अगर कोई छोटा रास्ताvn तक है तो आप उस रास्ते से vj से पहुंच सकते हैं इसलिए जब भी मेरे पास सबसे छोटा रास्ता होता है तो सबसे छोटे मार्ग के साथ सभी वर्टिसिस भी शॉर्टेस्ट पाथ डिले में शामिल होंगे इसी तरह जब आप vi और कुछ अन्य वर्टिसिस के बीच शॉर्टेस्टपाथ पर विचार करते हैं तो हमें यह कहने दें आपको लग सकता है कि मेरा शॉर्टेस्ट पाथ यही है इसलिए यदि आप इस तरह के सभी शॉर्टेस्ट पाथ्स को शामिल करते हैं हमारे पास पहले ही एक स्पैनिंग हैं हरे और लाल वर्टिसिस को देखें यह एक स्पैनिंग ट्री का निर्माण करता है इसलिए एक विशेष स्रोत से यह स्पैनिंग ट्री आपको सबसे कम दूरी का रास्ता बताएंगे आपको इनमें से प्रत्येक वर्टिसिस तक कम से कम दूरी का रास्ता देगा और यह वही है जो दिज्क्स्ता का एल्गोरिदम करता है यह एक बहुत ही मानक एल्गोरिथ्म है इसलिए यह मूल रूप से एक वर्टिसिस के साथ शुरू होता है और कुछ लागत मानदंडों के आधार पर इसमें से एक को जोड़ता है तो यह पता चलता है कि कौन सी सबसे कम लागत है उदाहरण के लिए यह एक प्रारंभिक नोड vi के साथ शुरू होता है यह जांचता है कि vi से जुड़े 2 वर्टिसिस हैं जिनमें से सबसे कम वेट है मान लीजिए कि यह 5 है इसमें 7 हैं इसलिए यह इसे उठाएगा और यह इस नोड का दौरा करेगा और घोषणा करेगा कि यह vi से यहां तक का शॉर्टेस्ट पाथ है इस तरह से आप हर कदम पर आगे बढ़ते हैं आप इस ग्राफ में एक और वर्टिसिस जोड़ते हैं और इस प्रक्रिया में आप ट्री का निर्माण करते हैं ठीक है दूसरे चरम में आपके पास एक ट्री हो सकता है जिसकी न्यूनतम लागत होती है और फिर से प्रसिद्ध एल्गोरिथ्म है जिसे प्रिमस एल्गोरिथ्म Prim's algorithm कहा जाता है अब यह प्रिमस एल्गोरिथ्म क्या करता है यह वास्तव में न्यूनतम स्पैनिंग ट्री का निर्माण करता है न्यूनतम स्पैनिंग ट्री है जो स्पैनिंग हैं जो एज के वजन का योग न्यूनतम है अब यह वही है जो हम न्यूनतम लागत वाले ट्री के एज में चाहते हैं इसलिए हमारे पास ट्री के निर्माण के 2 वैकल्पिक तरीके हैं दिज्क्स्ट्रा या प्रिमस एक आपको न्यूनतम त्रिज्या देगा अन्य आपको न्यूनतम लागत देगा इसलिए लेकिन या तो बड़ी लागत या बड़े दायरे के कारण जैसा कि मुझे थोड़ी देर बाद एक उदाहरण दिखाई देगा इसके शुद्धतम अर्थों में कोई भी ट्री वांछनीय नहीं है तो हमें जो चाहिए वह किसी प्रकार का समझौता है यह इस उदाहरण में दिखाया गया है जैसा कि हम अभी देखते हैं आइए इस उदाहरण को देखें जहां कुछ बिंदु हैं यह S0 स्रोत है और इसमें 1 2 3 4 अन्य बिंदु हैं ये सिंक 1 2 3 4 हैं इसलिए पहले 2 आरेख वे उथले ट्री और क्रमशः दिक्जास्त्र और प्रिमस के एल्गोरिथ्म का उपयोग करके निर्मित लाइट ट्री दिखाते हैं अब यह संख्या किनारों के साथ होती है वे संबंधित किनारों की लागत देते हैं इस मामले में ये मैनहट्टन दूरी हैं जैसा कि आप देख सकते हैं 5 का मतलब 1 2 3 4 5 7 का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 है इस तरह से आप लागत की गणना कर सकते हैं और यह ट्री है जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या आप सभी एजेस की गणना करते हैं 5 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 यह 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 से अधिक होगा यह कम लागत है कुल लागत यहां 20 की तुलना में 13 है लेकिन यहां समस्या यह है कि जोड़ीदार पथ की लंबाई सबसे खराब स्थिति S0 से सबसे लंबी है यह 13 यह रेडियस है इसलिए इसकी तुलना में यहाँ S0 से इस नोड तक सबसे लंबा रास्ता है जो केवल 8 है इसलिए मैं यहां एक और ग्राफ दिखा रहा हूं जो न तो न्यूनतम त्रिज्या है और न ही यह न्यूनतम लागत है लेकिन यह एक मध्यवर्ती है जहाँ आप देख रहे हैं कि त्रिज्या 8 और 13 के बीच का मतलब 11 है और लागत 20 और 13 के बीच है यह 16 है इसलिए हम एक ऐसे ट्री की तलाश कर रहे हैं जो कुछ इस तरह से हो यह उथले ट्री और लाइट ट्री के बीच का ट्रेडऑफ है तो कई एल्गोरिदम हैं जो प्रस्तावित किए गए हैं और ये साहित्य में उपलब्ध हैं तो एक को बाउंडेड रेडियस बाउंड कॉस्ट एल्गोरिथम कहा जाता है तो यह एल्गोरिदम वास्तव में आपको रेडियस और लागत पर कुछ सीमा देता है और यह एक स्पैनिंग ट्री की गारंटी देता है जो उस सीमा को पार नहीं करेगा अब विचार बहुत ही है मेरा मतलब है कि सहज ज्ञान युक्त सरल दिए गया ग्राफ़ एक वर्सेस वेर्तिसेस का ग्राफ जिसे हम कनेक्ट करना चाहते हैं आप पहली बार एक उप ग्राफ़ का निर्माण करते हैं उस ग्राफ़ का एक उप सेट जिसमें सभी वेर्तिसेस और कुछ एजेस होते हैं इसका मतलब है ट्री और जिसकी छोटी लागत और छोटे रेडियस हैं मैं एक गुणात्मक शब्द का उपयोग कर रहा हूं तो यह क्या कहता है कि इसलिए इस G डैश एक ट्री नहीं हो सकता G डैश एक सामान्य ग्राफ हो सकता है इसके अलावा लेकिन इसकी एक छोटी लागत और छोटी रेडियस है यह मूल ग्राफ का उप सेट है इसलिए अगर मैं इस ग्राफ G डैश में एक ट्री का निर्माण करता हूं क्योंकि इसकी एक छोटी लागत और रेडियस है तो इस ट्री में एक छोटे से त्रिज्या और एक छोटी लागत भी होने की उम्मीद है अब जिस तरह से इस ट्री का निर्माण किया गया है वह पैरामीटर एप्सिलॉन पर आधारित है जो एक सकारात्मक स्थिरांक है जो कि रेडियस और लागत के बीच किसी प्रकार का ट्रेडऑफ निर्धारित करता है तो विचार यह है कि जब एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा तो यह ट्री न्यूनतम रेडियस का ट्री होगा और जब यह बहुत बड़ा होगा तो यह न्यूनतम लागत वाला ट्री बन जाएगा इस तरह से आप रेडियस और लागत को परिभाषित करते हैं इसलिए यह विधि जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं रेडियस सबसे ऊपरी शॉर्टेस्ट पथ के ट्री की रेडियस में 1 प्लस एप्सिलॉन से घिरा होता है इसका मतलब है जो कुछ भी मूल पथ का शॉर्टेस्ट पथ ट्री है इस BRBC ट्री की रेडियस जो आपको मिल रही है वह ऊपरी तौर पर 1 से अधिक एप्सिलॉन से घिरा होगा और लागत एक ऊपरी सीमाबद्ध तथ्यात्मक 1 प्लस 2 बाय एप्सिलॉन से होगी इसलिए जब एप्सिलॉन अनंत तक जाता है तो यह शब्द 0 होगा यह केवल लागत होगी और एक एप्सिलॉन 0 के बराबर होगा यह केवल रेडियस होगा यह केवल 1 ही होगा इसलिए मैं एल्गोरिथ्म के विवरण के साथ नहीं जा रहा हूं लेकिन विचार इस तरह है एक पैरामीटर है जो इन 2 के बीच एक ट्रेडऑफ बनाता है अब एक और दिलचस्प तरह का एक ट्रेडऑफ है जिसे आप भी सोच सकते हैं इस डिजकस्त्रा'स और प्रिमस एल्गोरिथ्म को 2 चरम सीमाओं से देखें एक हमें न्यूनतम लागत देता है और दूसरा हमें न्यूनतम रेडियस देता है तो हम डिजकस्त्रा'स और प्रिमस के बीच एक ट्रेडऑफ समझौता या सीधा समझौता क्यों नहीं कर सकते तो यह विधि उस बारे में बात करती है आप देखते हैं कि यहां जो अवलोकन किया गया है वह यह है कि यह डिजकस्त्रा'स और प्रिमस है हालांकि वे अलग अलग एल्गोरिदम हैं उनके काम करने का तरीका काफी समान है दोनों एल्गोरिदम प्रगतिशील रूप से ट्री को सिंक के सेट से बनाने की कोशिश करते हैं यह शुरुआत में केवल स्रोत नोड से युक्त एक ट्री से शुरू होता है और हर चरण में यह S से एक नोड जोड़ता है और ट्री प्रगतिशील रूप से निर्मित होता है अंतर केवल इतना है कि जो लागत जोड़ने के लिए नोड है वह कुछ लागत फ़ंक्शन पर आधारित है और यह लागत मूल्य आपको बताएगा कि अगला नोड कौन सा है जो कि हम उम्मीदवार के रूप में स्पैनिंग ट्री में शामिल होगा जैसा कि आप नोड्स जोड़ रहे हैं एक एक करके इसलिए यदि आप इसे देखते हैं तो प्रिमस एल्गोरिथ्म Prim's algorithm में वेट कार्य इस तरह कार्य करता है कि हर कदम पर आप एक वर्टेक्स sj जोड़ते हैं जैसे कि कहते हैं कि j सिंक sj है और si एक और नोड है आप सिर्फ एक वर्टेक्स जोड़ते हैं जैसे कि si और sj की लागत न्यूनतम है यह मेरी कॉस्ट फंक्शन है इसलिए एक ग्राफ दिया मैं एक वर्टेक्स जोड़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि किसी भी अन्य एज से इसकी दूरी न्यूनतम हो जरूरी नहीं कि स्रोत के एज से यह प्रिमस एल्गोरिथ्म Prim's algorithm है तो यह si मौजूदा पार्शियल ट्री में किसी एक एज से हो सकता है और मैं एक और नोड sj जोड़ रहा हूं इसलिए मैं कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूं मुझे उस si का चयन करना है जिसके लिए si sj की लागत न्यूनतम है और दीजकस्ट्रा का एल्गोरिथ्म Dijkstra's algorithm यहां हम मूल स्रोत s0 के संबंध में इस sj की लागत को कम करने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए जब भी हम एक एज si जोड़ते हैं तो sj की लागत वास्तव में s0 से si की लागत प्लस si से sj तक की लागत होगी तो इन 2 संयोजन को देखते हुए या ट्रेडऑफ कहता है कि आप एक कारक गामा को जोड़कर कॉस्ट फंक्शन को संशोधित करते हैं बस गमा को लागत s0 si प्लस si sj लागत में लिखें इसलिए आप देख सकते हैं कि आपका पैरामीटर गामा 0 के बराबर है तो कॉस्ट फंक्शन प्रिमस एल्गोरिथ्म Prim's algorithm के समान हो जाता है और अगर गामा 1 के बराबर है तो यह दिज्क्स्ट्रा के एल्गोरिथ्म के समान है और 0 और 1 के बीच कोई भी मूल्य वास्तव में एक ट्रेडऑफ का प्रतिनिधित्व करेगा तो अगर यह 0 के करीब है तो 0 के करीब है इसका मतलब प्रिमस के करीब होगा अगर यह 1 के करीब है तो इसका मतलब है कि यह डीजेकस्ट्रा के करीब होगा तो आप इस तरह का एक ट्रेडऑफ कर सकते हैं यह जो मैंने गामा के लिए 0 के बराबर उल्लेख किया है वह प्रिमस के एल्गोरिथ्म के समान है 1 के बराबर गामा यह दिक्जस्ट्रा का एल्गोरिथ्म बन जाता है लेकिन इसके बीच में यह एक ट्रेडऑफ है तो बस एक उदाहरण यहाँ दिखाया गया है 025 के बराबर गामा के लिए एक निश्चित उदाहरण के लिए आपको इस तरह का एक ट्री मिलता है लेकिन यदि आप 075 के बराबर गामा की एक बड़ी वैल्यू लेते हैं तो आपको इस तरह का एक ट्री मिलता है गामा का इतनी कम वैल्यू यह एक न्यूनतम स्पॅनिंग ट्री की तरह अधिक हो जाता है लेकिन गामा का उच्च वैल्यू यह एक मिनिमम ट्री की तरह अधिक हो जाता है तो आप देखते हैं कि इस ट्री की तुलना में कम फैला हुआ दिखता है तो कुछ अन्य पैरामीटर भी हैं जिनका उपयोग किया जा सकता है जैसे मल्टी पिन नेट के लिए कि क्या सामान्य रूप से अधिकांश पिन में मल्टी पिन मल्टी नेट होते हैं इसलिए यह सिंक जिसमें कम से कम टाइमिंग स्लैक होता है हम उस सिंक को क्रिटिकल सिंक के रूप में पहचानते हैं तो यहां आप जो कह रहे हैं वह है हम एक रूटिंग ट्री पर विचार कर रहे हैं जो क्रिटिकल सिंक जानकारी पर विचार नहीं करता है यदि हम ऐसा करते हैं तो हम एक ऐसे ट्री का निर्माण कर सकते हैं जहां कुछ महत्वपूर्ण हिस्से अभी भी बने हुए हैं कुछ सिंक नकारात्मक हो सकते हैं जिसके परिणामस्वरूप समय प्रदर्शन में समग्र गिरावट आ सकती है इसलिए यहाँ मिनिमाइजेशन ऑफ़ सोर्स सिंक में देरी का मतलब है कि हम क्रिटिकल सिंक का ट्रैक रख रहे हैं और हम इसे ट्री में नोड जोड़ने के रहे हैं यह ध्यान में रखते हुए कि कौन सी सिंक क्रिटिकल है यहां हम एक क्रिटीकेलिटी फैक्टर को परिभाषित कर रहे हैं हर सिंक si के लिए अल्फा आई हैं इसलिए जो सिंक क्रिटिकल हैं वे अल्फा आई का एक हायर वैल्यू होगी और जिस ट्री की लागत हम गणना कर रहे हैं उसकी कुल लागत न केवल एजेस की लागत का योग बल्कि इसके लिए अल्फा आई को एजेस की लागत से गुणा किया जाता है इसलिए जो एजेस क्रिटिकल हैं वे इस कुल योग में उच्च योगदान देंगे तो यह मूल विचार है इसलिए यदि आप इस मानदंड को कम करने की कोशिश करते हैं तो स्वचालित रूप से आपके सिंक जो कि क्रिटिकल हैं वे स्वचालित रूप से लोअर एज लागत के साथ कुछ अन्य नोड से जुड़ने की कोशिश करेंगे ताकि यह समग्र योग कम से कम हो इसी तरह आप एक क्रिटिकल सिंक स्टाइनर ट्री हेयूरिस्टिक हो सकते हैं तो यहाँ यह क्या करता है यह सबसे पहले क्रिटिकल सिंक को छोड़कर न्यूनतम लागत वाली स्टीनर ट्री का निर्माण करता है मान लीजिए कि एक एकल क्रिटिकल सिंक sc है यह पहले एक स्टाइनर ट्री का निर्माण करता है क्रिटिकल सिंक को छोड़कर तो यह sc को जोड़ने के लिए कुछ हेयूरिस्टिक का उपयोग करता है मौजूदा में इसको जहां जोड़ना है 3 हेयूरिस्टिक हैं जो प्रस्तावित हैं एक हेयूरिस्टिक है कि आप सीधे इस स्रोत sc को s0 से कनेक्ट करते हैं दूसरा एक कहता है आप सबसे कम संभव तार का परिचय देते हैं जो मौजूदा ट्री से sc को जोड़ सकता है ताकि कुल तार की लंबाई अभी भी न्यूनतम हो जाए इसे एक मोनोटोन प्रॉपर्टी कहा जाता है और तीसरा कहता है आप सभी संभावित कनेक्शनों की कोशिश करते हैं उस ट्री T0 में सभी संभावित बिंदुओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं और इनमें से प्रत्येक के लिए आप यह पता लगाने के लिए समय विश्लेषण करते हैं कि किसके लिए डिले न्यूनतम है इसलिए इसका उपयोग करें तो अन्य विधियाँ भी ऐसी हैं जो आवश्यक आगमन समय का उपयोग करती हैं तो यह इस तरह से कुछ स्लैक की गणना करने की कोशिश करता है और इसे कम करने की कोशिश करता है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं तो इसके साथ हम इस व्याख्यान के अंत में आते हैं हमने कुछ समय संचालित रूटिंग रणनीतियों और तकनीकों पर ध्यान दिया है जिनका उपयोग रूटिंग चरण में उपयोग किया जा सकता है ताकि समय की कंस्ट्रेंट्स को रोक कर रखा जा सके या उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है धन्यवाद